तो अब हम औद्योगिक IoT की अपनी चर्चा जारी रखते हैं इसलिए पहले हमने IIoT की मूल बातें समझीं कि IIoT नियमित IoT से सिद्धांत में कैसे भिन्न है IoT और M 2 M में क्या अंतर है और इन सभी विभिन्न बुनियादी अवधारणाओं को समझने के बाद अब हम यह समझने वाले हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में IIoT के क्या विशिष्ट अनुप्रयोग हैं तो IIoT के कुछ प्रमुख अनुप्रयोग क्षेत्र विनिर्माण उद्योग स्वास्थ्य देखभाल उद्योग परिवहन और रसद खनन और अग्निशमन हैं एक विनिर्माण उद्योग में विनिर्माण के संदर्भ में बहुत सारे विनिर्माण उपकरण हैं यहाँ विभिन्न कार्य बल आपूर्ति श्रृंखला मंच हैं एवं विभिन्न कार्य मंच हैं इसलिए स्मार्ट उत्पादन हासिल करने के लिए इन्हें एकीकृत और जुड़ा होना चाहिए लिहाजा उन्हें इंटरनेटवर्क करना होगा इसलिए हमारे पास अलग अलग विनिर्माण मशीनें हैं जो उपकरणों का निर्माण करती हैं उपकरण काम करते हैं फिर उत्पादन से लेकर आपूर्ति श्रृंखला तक अंतिम उपयोगकर्ताओं को और फिर कार्य मंच तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला हैं इसलिए इन सभी को समग्र औद्योगिक उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए एकीकृत और जुड़ा होना चाहिए इसलिए इनका संचालन कार्य को कम करने के लिए किया जाना चाहिए ताकि कार्यस्थल पर कर्मचारी की चोटों की समस्या में सुधार हो सके यह बहुत महत्वपूर्ण है वास्तव में IIoT के सुरक्षा अनुप्रयोग बहुत महत्वपूर्ण हैं ये बहुत ही दिलचस्प हैं और ये बहुत लोकप्रिय सुरक्षा अनुप्रयोग हैं इसलिए हम IIoT का उपयोग क्यों करना चाहते हैं विभिन्न प्रकार विनिर्माण संयंत्र में सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में से एक है संसाधन अनुकूलन और अपशिष्ट में कमी भी बहुत महत्वपूर्ण समस्या है संसाधन अनुकूलन और अपशिष्ट में कमी औद्योगिक इंजीनियरिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है इसलिए कचरे को कम करने के साथ साथ शुरू से अंत तक के ऑटोमेशन पर भी ध्यान रखना होगा इसलिए विनिर्माण उद्योग में यह एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए IIoT के दूसरे अनुप्रयोग में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र है तो आप जानते हैं कि IIoT सॉल्यूशंस का उपयोग करके रोगियों के शरीर पर प्रत्यारोपित सेंसरों की लगातार निगरानी की जा सकती है जिससे उपचार के परिणाम में सुधार हो सकता है उपचार की कुल लागत कम हो सकती है रोग का पता लगाया जा सकता है और डेटा से इलाज की सटीकता में सुधार हो सकता है दवाओं का नियंत्रण खरीद भंडारण नियंत्रण और इसी तरह रोगियों और दवाओं कि समग्र सूची को प्रशासित कर उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है तो IIoT समाधान परिवहन रसद और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में बहुत आकर्षक हैं साथ ही परिवहन सुरक्षा परिवहन की दक्षता में सुधार करने के लिए बुद्धिमान परिवहन प्रणालियों को विकसित किया जा सकता है जिसमें जुड़े वाहन शामिल हैं तो परिवहन के लिए लागू किए गए परिवहन IIoT के लिए प्रमुख निर्माण खंडों में से एक बुद्धिमान परिवहन प्रणाली या जुड़े वाहनों की अवधारणा है बुद्धिमान परिवहन प्रणालियाँ अलग अलग रूपों में आती हैं हमारे पास इसकी अवधारणाएँ हैं हमारे पास वाहन के लिए सेंसर कनेक्टिविटी वाहन से वाहन कनेक्टिविटी वाहन से इंटरनेट कनेक्टिविटी और वाहन से सड़क के बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी हैं तो विभिन्न प्रकार की कनेक्टिविटी हैं जो इसके लिए आवश्यक हैं क्योंकि डीएसआरसी के रूप में शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है जो वाहन को वाहन और वाहन को सड़क अवसंरचना संचार V2V के लिए सक्षम बनाता है V2R कभी कभी इसे V2I के रूप में भी जाना जाता है V2 वाहन से बुनियादी सुविधाओं के संचार के लिए इसलिए डीएसआरसी वाहन को वाहन और वाहन को सड़क से बुनियादी ढांचे के संचार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कुंजी सक्षम तकनीक है IIoT परिदृश्य में भौतिक वस्तुओं को बार कोड RFID टैग के साथ प्रदान किया जाता है इसलिए भौतिक वस्तुओं की स्थिति और स्थान की वास्तविक समय निगरानी में ट्रक हो सकते हैं जहां वे हैं ट्रकों में किए जाने वाले विभिन्न सामानों की स्थिति क्या है इन सभी चीजों की वास्तविक समय से निगरानी की जा सकती है जहां ट्रक की पूरी सप्लाई चेन हों वहां IIoT सॉल्यूशन हो तो पूरी सप्लाई चेन के साथ स्थिति की अच्छी निगरानी की जा सकती है तथा वाहन की स्थिति और सब कुछ मॉनिटर किया जा सकता है डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को भी बनाए रखा जाना चाहिए और यह स्पष्ट है कि मुझे इस विशेष पहलू पर और विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है खनन उद्योग में बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक IoT समाधान बहुत महत्वपूर्ण हैं खानों में विभिन्न प्रकार के दुर्घटनाएं होना बहुत आम है इसलिए RFID आधारित समाधान वाई फाई और विभिन्न अन्य सेंसर और अन्य वायरलेस प्रौद्योगिकियां हैं ज़िगबी ब्लूटूथ Zigbee Bluetooth वगैरह को किसी भी आपदा से पहले चेतावनी देने के लिए डेटा एकत्र करने के लिए तैनात किया जा सकता है खानों में सुधार और हवा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए स्ट्राइक का इस्तेमाल किया जा सकता है और यह खनन क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण समस्या है जिसे आप जानते हैं कि खदान के अंदर की वायु गुणवत्ता की निगरानी करना विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसों की उपस्थिति का पता लगाना है खान के अंदर SOx गैसों NOx गैसों और कार्बन मोनो ऑक्साइड जैसी विभिन्न अन्य जहरीली गैसों भी है जो एक बहुत ही आम समस्या है खदान के अंदर ऑक्सीजन का स्तर कितना है इसलिए इन सभी चीजों को IIoT समाधानों का उपयोग करके खानों के अंदर निगरानी की जा सकती है फायरफाइटिंग एक और RFID टैग है इन विभिन्न उपकरणों को अग्निशमन के लिए स्वचालित निदान के लिए लगाया जा सकता है जैसा कि आप जानते हैं कि अग्निशमन के लिए जो फायर इन्फ्रास्ट्रक्चर आमतौर पर इमारतों में तैनात किए जाते हैं उनमे अलग अलग RFID टैग अलग अलग सेंसर को फिट किया जा सकता है जिससे आपातकालीन बचाव उपकरणों का पता लगाना और वास्तविक समय की निगरानी प्रदान की जा सकती है इसलिए ये सभी सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की समग्र सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार करेंगे तो IIoT के कुछ उदाहरणों में मानवरहित हवाई वाहनों का उपयोग शामिल है या तेल पाइपलाइनों का निरीक्षण करने के लिए तेल पाइपलाइनों का निरीक्षण करना है जो सेंसर का उपयोग करते हुए श्रमिकों के ध्वनि रसायनों के खतरनाक रसायनों के संपर्क को कम से कम करते हैं और इसलिए मानव रहित समुद्री वाहनों को महीने भर और इतने पर बिना किसी ईंधन या चालक दल के सालाना डेटा एकत्र करने के लिए तैनात किया जा सकता है इसलिए हम IIoT डोमेन में इकोसिस्टम से जुड़े हैं तो हमारे पास जो है वह है हमारे पास पारंपरिक आपूर्ति श्रृंखलाएं और इन उद्योगों में पारंपरिक आपूर्ति श्रृंखलाएं आम तौर पर प्रकृति में रैखिक हैं इसलिए उत्पादों से व्यावसायिक ध्यान को परिणामों पर स्थानांतरित करना आवश्यक है और इसके लिए ये डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र अर्थात IIoT आधारित डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र बचाव में आ सकते हैं इसलिए डिजिटल इकोसिस्टम भौतिक उद्योगों की तुलना में बहुत तेज गति से प्रगति करते हैं इसलिए यह बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुकूलन को जल्दी अपना सकता है इसलिए मानव कार्य बल के साथ डिजिटल तकनीक को एकीकृत करना आवश्यक है तो आप जानते हैं कि IIoT विशेष रूप से M 2 M नहीं हो सकता है यह हमें याद रखना होगा कि हमें मनुष्यों को पाश में रखना होगा इसलिए मनुष्य मशीनों के साथ काम करेंगे और समग्र परिणाम प्रणाली की उत्पादकता में सुधार होगा तो IIoT श्रमिकों के कौशल को फिर से परिभाषित करेगा IIoT की मदद से नई नौकरियां बनाई जा सकती हैं आमतौर पर लोग सोचते हैं कि स्वचालन या IIoT आधारित समाधान से नौकरियों की संख्या में कटौती करेंगे लेकिन यह सच नहीं है इसलिए क्योंकि कि नई तकनीकें शुरू हो जाती हैं तो नई नौकरियां पैदा होती हैं आप जैसी चीजें जानते हैं नए कंपोजिट उद्योग जैसे सटीक कृषि डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल डिजिटल खानों में आपको कुशल लोगों की आवश्यकता होती है और आप जानते हैं कि IIoT के माध्यम से यह ऑटोमेशन के बदले में नए कौशल की आवश्यकता के साथ नए रोजगार पैदा करने जा रहा है तो यह मूल रूप से आप जानते हैं कि IIoT उद्योगों में आवश्यक संख्या में नौकरियों में कटौती नहीं करेगा रोबोट का परंपरागत रूप से उद्योग में उपयोग किया गया है और IIoT में रोबोट एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जिसे आप एक नए रूप में एक नए तरीके से जानते हैं और ये रोबोट समझ सकते हैं वे सोच सकते हैं और वे अलग अलग कार्य कर सकते हैं इसलिए वे दोहराए जाने वाले कार्यों को करने की क्षमता के साथ अधिक बुद्धिमान होंगे वे अधिक बुद्धिमान हैं और वे देखरेख में चलते हैं वे मनुष्यों की देखरेख में भी काम कर सकते हैं उनकी उपलब्धता बढ़ जाती है और उन्हें पुन व्यवस्थित किया जा सकता है और नए कार्यों को करने के लिए आगे और इस तरह वे तेजी से सीख सकते हैं इसलिए एक सुधारित तरीके से रोबोट का उपयोग IIoT में औद्योगिक प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल तरीके से करने के लिए किया जा सकता है और अधिक तेजी के तरीके से निर्णय किए जा सकते हैं और इसी तरह औद्योगिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए औद्योगिक दक्षता औद्योगिक सुरक्षा पर ध्यान देते हैं तो IIoT की कुछ चुनौतियाँ IIoT का निर्माण यहाँ पर वस्तुओं या चीज़ों की पहचान को सूचीबद्ध किया गया है और हम पहले से ही इन चीज़ों की पहचान को देख चुके हैं आप जानते हैं कि आप इन चीज़ों की पहचान करने वालों को कैसे जोड़ते हैं जिन्हें हम नियमित IoT का संदर्भ में पहले ही देख चुके हैं और यही बात यहां भी लागू होती है IIoT की समस्याओं को दूर करने के लिए IIoT समाधानों को तैनात करने के लिए नए IIoT अवसंरचना में मौजूदा बुनियादी ढांचे को एकीकृत करने और डेटा संग्रहण को सक्षम करने के लिए IIoT की समस्याओं को दूर करने के लिए डेटा की भारी मात्रा को प्रबंधित करना एक और चुनौती है सुरक्षा चुनौतियां हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है यह उद्योग में एक बुनियादी समस्या है औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा महत्वपूर्ण है तो हम स्वास्थ्य देखभाल उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि आप स्वास्थ्य देखभाल उद्योग के साथ साथ अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों कि बहुत सारी समस्याओं से अवगत हैं जो उन्हें बहुत सारी चुनौतियों से अवगत कराते हैं और जो उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसी तरह बहुत कुछ वही बात अगर हम खनन उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं अगर हम परिवहन उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं अगर हम इस्पात उद्योग और विभिन्न अन्य उद्योगों के बारे में बात कर रहे हैं तो सुरक्षा की बहुत सारी चुनौतियां हैं जो श्रमिक स्वास्थ्य और सुरक्षा इस उद्योग की चिंता में प्राथमिक हैं इसलिए श्रमिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नियामक शिकायत करते हैं कि अलग अलग नियामक संस्थाएं हैं जिनके लिए आवश्यक है कि मशीनों के लोग उद्योग में अपने प्रोसेसर से शिकायत करते हैं और इसी तरह इसलिए विशेष रूप से सुरक्षा के संबंध में ये और नियामक अनुपालन बहुत महत्वपूर्ण है पर्यावरण संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है आप उद्योगों और पर्यावरण को जानते हैं जो वे अक्सर हाथ से नहीं जाते हैं इसलिए बहुत सारी चुनौतियाँ मौजूद हैं और उद्योगों द्वारा बहुत सारी चुनौतियों का सामना पर्यावरण पर किया जाता है जिसमें वे अनुकूलित कार्य करते हैं इसलिए ये विशेष रूप से औद्योगिक सुरक्षा से संबंधित इन चुनौतियों में से कुछ हैं जिन्हें IIoT समाधानों के माध्यम से ध्यान रखना है अलग अलग खतरों के साथ साथ विभिन्न खतरनाक पदार्थों को संभालना खतरनाक पदार्थों का भंडारण और इसलिए ऑक्सीजन की कमी के मामलों में तेजी आती है तो जैसे आप जानते हैं कि फ्लाइट ऐश और इसके बाद पार्टिकुलेट मामले अलग अलग तरह के रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस ये सभी अलग अलग तरह के खतरे हैं IIoT के उपयोग के माध्यम से चुनौतियों की पेशकश के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए किसी भी प्रणाली के विकास में मानकीकरण बहुत महत्वपूर्ण है तो IIoT के संदर्भ में जो आवश्यक है वह विभिन्न प्रणालियों के अनुप्रयोगों के अंतर को बेहतर बनाने और उत्पादों और सेवाओं के बेहतर प्रदर्शन करने की अनुमति देता है मानकीकरण के संदर्भ में मानकीकरण से संबंधित समस्याओं में अंतर व्यावहारिक अर्थ अंतर शामिल है तो एक अंतर है तो शब्दार्थ अंतर में मूल रूप से एक डेटा शब्दार्थ पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तो इसलिए आप जानते हैं कि शब्दार्थ के संदर्भ में अंतर व्यवहार क्या होता है सिमेंटिक इंटरऑपरेबिलिटी विशेष रूप से सुरक्षा और गोपनीयता और रेडियो एक्सेस स्तर के मुद्दों को ध्यान में रखती है अलग अलग गोपनीयता और सुरक्षा मुद्दे हैं और साथ ही IIoT के साथ आवश्यक दो सबसे महत्वपूर्ण चिंताएं हैं सूचना सुरक्षा और डेटा गोपनीयता सुरक्षा उपकरणों और चीजों को मॉनिटर और कनेक्ट किया जा सकता है इसलिए उनके पास हमले की संभावना है जैसा की किसी अन्य प्रकार के नेटवर्क में होता है और साथ ही यह IIoT भी एक नेटवर्क है यह एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जहाँ विभिन्न मशीनें महत्वपूर्ण मशीनें हैं अलग अलग प्रणालियाँ हैं जिनसे हर कोई इंसान जुड़ा हुआ है इसलिए ये अलग अलग हमलों के लिए प्रवण हैं इन नेटवर्क में अलग अलग कमजोरियां हो सकती हैं फलस्वरूप इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए सुरक्षा के मुद्दों पर गोपनीयता का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उद्योग से सेंसर अलग अलग डेटा एकत्र कर रहे हैं इसलिए इन आंकड़ों की गोपनीयता का ध्यान रखना होगा इसलिए सूचना सुरक्षा डेटा गोपनीयता सुरक्षा ये सभी IIoT के संदर्भ में IIoT निर्माण के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इसलिए उदाहरण के लिए स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में रोगी के चिकित्सा डेटा को छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए या बीच में किसी भी व्यक्ति द्वारा खाद्य उद्योग में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए कंपनी को भेजे जाने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ की गिरावट को गोपनीय रखा जाना चाहिए यह कंपनी की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हैं कि आप IIoT समाधानों के निर्माण में गोपनीयता संबंधी चुनौतियों या सुरक्षा चुनौतियों को जानते हैं हालांकि IIoT नए अवसर प्रदान करता है लेकिन कुछ कारक सफलता के मार्ग में बाधा का कारण बन सकते हैं जिनमें दृष्टि की कमी और नेतृत्व की कमी प्रबंधन कर्मचारियों के बीच मूल्यों की समझ में कमी और पर्याप्त बुनियादी ढांचे में कमी शामिल हैं तो ये कुछ जोखिम हैं जो उन लोगों द्वारा सामना किए जाते हैं जो प्रबंधन को चाहते हैं जो उद्योग में IIoT को तैनात करना चाहते हैं इसलिए अन्य चुनौतियों में सेंसर में सुधार शामिल हैं सेंसर के लघुकरण बहुत महत्वपूर्ण हैं आप जानते हैं कि हम दिन पर दिन बहुत छोटे पैमाने के छोटे आकार के सेंसर के बारे में बात कर रहे हैं जो इन मौजूदा बड़े आकार के सेंसर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं इसलिए आजकल सेंसर का लघुकरण बहुत महत्वपूर्ण है हम ऐसे नाम वाले सेंसरों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सेंसर को सेंसर के आकार का बहुत छोटा बनाते हैं और ये वरिष्ठ आकार में बहुत छोटे होने के साथ ही बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और लघुकरण प्रक्रिया के माध्यम से समग्र लागत और ऊर्जा की खपत के माध्यम से समग्र लागत को नीचे लाया जा सकता है और ऊर्जा की खपत का भी ध्यान किया जा सकता है क्योंकि छोटे आकार के हल्के सेंसर बड़े आकार के सेंसर की तुलना में कम ऊर्जा का उपभोग करने के लिए होते है इसलिए विनिर्माण के संबंध में अन्य चुनौतीयां होती हैं इसलिए आप जानते हैं कि जब हम निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आम तौर पर सॉफ़्टवेयर और कंप्यूटर आधारित होते हैं और इनका उपयोग समग्र परिचालन दक्षता में सुधार के लिए किया जाता है इसलिए अनुमानित मरम्मत रखरखाव लागत और ब्रेक डाउन की संख्या को कम करना महत्वपूर्ण चुनौतियां और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें विनिर्माण उद्योग में IIoT को पेश करने की कोशिश करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए तो वहाँ एक उद्योग Rt टेक सॉफ्टवेयर है तो यह मूल रूप से सॉफ्टवेयर निर्माण में माहिर है जो औद्योगिक सुविधाओं की दक्षता में सुधार करता है और समग्र औद्योगिक उत्पादकता में सुधार करता है इसलिए ऊर्जा प्रबंधन समाधान जो संयंत्र की उच्चतम परिवर्तनीय लागत में कमी की ओर जाता है एक उत्पादित उत्पादन था और यह विशेष कंपनी ऊर्जा के मानचित्रण और ऊर्जा खपत के प्रबंधन की प्रक्रियाओं को स्वचालित करती है वे उत्पाद जो वे विकसित करते हैं उनमें एम 2 एम आधारित संचार आधारित सिस्टम और बुद्धिमान रेडियो मॉडेम शामिल हैं और ये इनमें से कुछ उत्पाद हैं और यहाँ दिए गए उनके विनिर्देशन हैं जो इन उपकरणों के आसान रखरखाव और स्थापना में सहायता प्रदान करते हैं जिन्हें आईपी या गैर आईपी उपकरणों से जोड़ा जा सकता है और अन्य तकनीकों के साथ निगरानी और संचार करने की क्षमता का विस्तार किया जा सकता है तो यह एक समाधान है उन्होंने एक उत्पाद विकसित किया है इसे नियंत्रण के रूप में जाना जाता है जो मास्टर गेटवे को IO लिंक प्रदान करता है तो यह आसानी से मौजूदा और नई स्थापनाओं के साथ औद्योगिक नेटवर्क में एकीकृत किया जा सकता है यह ईथरनेट और आईपी का समर्थन करता है और मॉड बस टीसीपी का भी समर्थन करता है तो IIoT के अलग अलग लाभ हैं जिससे स्कैलेबिलिटी को अपडेट करने वाली दक्षता में सुधार करने वाले उपकरणों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होता है इसलिए आसानी से कोई भी औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग के पैमाने को बढ़ा सकता है औद्योगिक प्रक्रियाओं को बढ़ाया जा सकता है आप जानते हैं कि समग्र औद्योगिक उत्पादकता को IIoT के उपयोग के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है ऑपरेशन समय में कमी के माध्यम से उद्योग में प्राप्त किया जा सकता है IIoT समाधानों की सहायता से दूरस्थ रोग निदान काफी प्रभावी ढंग से और कम लागत में किया जा सकता है अनुसंधान के संदर्भ में हाल के शोध के रुझान से एक अलग अलग चीजों या वस्तुओं के बीच संचार में सुधार करना है और दूसरा ऊर्जा की कुशल तकनीकों को विकसित करना जैसा कि सेंसर बिजली की खपत को कम करता है तीसरा सेंसर डेटा की बेहतर समझ के लिए मिडिलवेयर के संदर्भ में जागरूक इंटरनेट का विकास करना है और आगे चौथा बड़ी मेमोरी प्रोसेसिंग और रीज़निंग क्षमताओं के साथ स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये कुछ अलग विशेषताएं हैं IIoT के विभिन्न अनुप्रयोग और IIoT कैसे उद्योगों की उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं विभिन्न संयंत्रों में विनिर्माण संयंत्र स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र और ऐसे ही कई तो IIoT सिस्टम के लिए बहुत छोटे आकार के कम महंगे सेंसर की आवश्यकता होती है जो उनके पास आसानी से सुलभ हैं और इसलिए यह मूल रूप से उद्योग में IIoT के उपयोग को आगे बढ़ाने में मदद करेगा फिर दूसरी बात असेंबली लाइन है तो आप जानते हैं कि असेंबली लाइन को नियंत्रित करना औद्योगिक प्रक्रियाओं की निगरानी नियंत्रण और रखरखाव को स्वचालित करता है और औद्योगिक उत्पाद लाइनों को औद्योगिक IoT की मदद से कुशलता से प्राप्त किया जा सकता है तो ये कुछ संदर्भ हैं और ये आप जान सकते हैं तो यह संदर्भ कनेक्टेड वाहनों को समझने के लिए अच्छा है जो IEEE इंटरनेट ऑफ थिंग्स में प्रकाशित हुआ था और यह कुछ ऐसा है जिसका उल्लेख करना चाहिए कि यह इंटरनेट पर चीजों की एक शोध पत्रिका है जिसे IEEE इंटरनेट ऑफ थिंग्स पत्रिका कहा जाता है जिसमें चीजों के औद्योगिक इंटरनेट के विभिन्न पहलुओं पर कई पेपर हैं तो यह चिंता मूल रूप से परिवहन क्षेत्र में है वैसे ही अन्य समस्याएं हैं और समाधान से संबंधित पेपर भी उपलब्ध हैं IIoT के उपयोग पर सुरक्षा संबंधी पेपर भी उपलब्ध हैं तो ये अलग अलग संदर्भ हैं और इसलिए इसके साथ हम औद्योगिक IoT पर चर्चाओं के अंत में आते हैं